नमस्कार पिछले व्याख्यान में हमने माइक्रोवेव एम्पलीफायर के बारे में बात करना शुरू किया था इसलिए हम जारी रखेंगे हमने औप एमप का उपयोग करके सरल इनवर्टिंग एम्पलीफायर के साथ शुरुआत की थी तब मैंने ट्रांजिस्टर बीएफपी 520 के बारे में उल्लेख किया थाऔर फिर तब मैंने ट्रांजिस्टर के एस पैरामीटर्स के बारे में उल्लेख किया था की दिए गए बायसिंग स्थितियों मे और हमने देखा था कि S21 कम हो जाता है फ्रीक्वेंसी के बढ़ने पर और यह S11 के लिए प्लॉट है जहां यह भी देखा गया है कि S11 का शून्य रहित मान एक फ्रीक्वेंसी बैंड पर होता है इसलिए यह जरूरी है की इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को इनपुट और आउटपुट साइड पर डिजाइन किया जाए इसलिए हमने डिवाइस के Γin के लिए व्युत्पत्ति को देखा जो कि इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा यहाँ पर दिया गया है फिर हमने डिवाइस के Γout की व्युत्पत्ति पर ध्यान दिया जो यहाँ इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा दी गई है उसके बाद हम एम्पलीफायर के गेन का पता लगाने के लिए मेसन सिग्नल फ्लो रूल का उपयोग करते हैं जहां उद्देश्य b2 bs को खोजना था और हमने इस सिग्नल फ्लो का उपयोग किया था और फिर मेसन के सिग्नल फ्लो ट्रांसफर फ़ंक्शन Mason's signal flow transfer functionसूत्र को लागू किया और उसके बाद हमने पॉइंट bs से b2 तक पथ की गणना की और फिर हमें पता चला कि अलग अलग लूप क्या हैं और फिर हमने समग्र b2bs को ढूंढा उसके बाद हमने तीन अलग अलग गेन की अभिव्यक्तियों को देखा ऑपरेटिंग पावर गेन फिर ट्रांसड्यूसर पावर गेन फिर हमने उपलब्ध पावर गेन के बारे में बात की और यह तब होता है जब दोनों Γin Γs और ΓL Γout उसके बाद हमने ट्रांसड्यूसर पावर गेन के लिए अभिव्यक्ति को देखा और हमने इस विशेष अभिव्यक्ति को यहां देखा तो यह वह पॉइंट है जहां हमने आखिरी व्याख्यान को छोड़ा था अब हम यहां से जारी रखते हैं तो जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि यह टर्म इनपुट साइड से मेल खाता है जिसे उचित इनपुट इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क का उपयोग करके अधिकतम किया जा सकता है यह उस डिवाइस के S21 की वजह से गेन है और इस टर्म को ठीक से आउटपुट मैचिंग नेटवर्क को डिज़ाइन करके अनुकूलित किया जा सकता है भले ही मैंने पहले उल्लेख किया था कि यह यह इनपुट साइड है लेकिन Γin ΓL पर निर्भर करता है तो किसी तरह आउटपुट की निर्भरता यहां भी आ रही है इस विशेष अभिव्यक्ति में आप देख सकते हैं कि यहां Γout है लेकिन Γout Γs पर निर्भर करता है तो यह आउटपुट वास्तव में बोलूं तो फिर से इनपुट साइड पर निर्भर करता है इसलिए चीजों को सरल बनाने के लिए हम कुछ मामलों को लेने जा रहे हैं तो आइए हम इन मामलों को एक एक करके लेते हैं तो पहला मामला जो हम लेने जा रहे हैं वह केस 1 है मैचड ट्रांसड्यूसर पावर गेन इसका वास्तव में क्या मतलब है कि यदि Γs 0 और ΓL 0 है तो पिछला एक्सप्रेशन केवल इस विशेष टर्म तक घट जाता है तो यह स्पष्ट है क्योंकि डिवाइस के एस पैरामीटर्स को इस तरह मापा जाता है क्योंकि आप एस पैरामीटर को मापने के लिए क्या करते हैं जो आउटपुट और इनपुट साइड को 50 Ω के साथ टर्मिनेट करता है तो यदि यह 50 Ω है तो Γs 0 के बराबर होगा ΓL 0 के बराबर होगा इसलिए यह मैचड गेन है अब हम यूनिलैटरल ट्रांसड्यूसर पावर गेन का एक विशेष मामला लेते हैं इसे तब परिभाषित किया जाता है जब S12 0 इसका मतलब है कि पावर फ्लो केवल एक दिशा में है और दूसरी दिशा में पावर फ्लो नहीं है इसीलिए इसे यूनिलैटरल केस कहा जाता है बाईलेटरल के केस में पावर दोनों दिशाओं में प्रवाह करती है इसलिए जब S12 0 आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी कोई Γin या Γout नहीं है क्योंकि Γin अब S11 के बराबर है और Γout S22 के बराबर है जब S12 0 के बराबर होता है अब Gtu से हम पता लगा सकते हैं कि अधिकतम यूनिलैटरल ट्रांसड्यूसर पावर गेन क्या है जो Gtumax द्वारा परिभाषित किया गया है और यह स्थिति तब होगी जब Γs S11 होगा कृपया याद रखें कि Γs को Γin होना चाहिए था लेकिन Γin अब S11 के बराबर हैΓL को Γout के बराबर होना चाहिए लेकिन क्योंकि S12 0 Γout S22 इसलिए ΓL S22 है अब हम इस मान को यहां पर प्रतिस्थापित करते हैं तो फिर यह अभिव्यक्ति इस विशेष अभिव्यक्ति को सरल बनाती है आइए देखें कि कैसे तो उस का परिमाण S112 होगा यहाँ पर यह S11 है Γs S11 है तो S11 को S11 से गुणा करने पर S112 हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 1 S112हैऔर यहाँ यह 1 S112हैऔर इसका का पूरा वर्ग है तो इन टर्मस में से एक रद्द हो जाएगा इसलिए हमारे पास 1 रह जाएंगा इसी तरह यह टर्म यहां पर सरल हो जाता है अब आप यहाँ पर दिलचस्प बात देख सकते हैं Gtm S212 जब Γs 0 और ΓL 0 है लेकिन हम देखते हैं कि अबयह अभिव्यक्ति हमें क्या देती है S212 वहा है ऐसे ही कि है लेकिन अब अगर S11 0 के बराबर नहीं है आइए हम मान लें कि S11 05 है तो S11 052 का क्या होगा 025 1 025 075 होगा यह टरम अब 43 के बराबर होगा इसका मतलब है कि 133 फैक्टर से बढ़ सकता है अगर हम उचित एमपीडांस मैचिंग करते हैं तो आइए हम इस पर यहां नजर डालते हैं एक और उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि S22 06 है तो 062 036 होगा इसलिए 1 036 064 के बराबर होगा तो 1 को 064 से विभाजित करके आप कह सकते हैं कि यह फैक्टर लगभग 16 बार पूरे गेन को गुणा करेगा तो दोनों इनपुट साइड और साथ ही आउटपुट साइड पर इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को ठीक से डिजाइन करके बहुत अधिक गेन प्राप्त कर सकते हैं हालांकि माइक्रोवेव आवृत्ति पर जब भी आप एक एम्पलीफायर डिजाइन करना चाहते हैं तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी को जांच करें तो आइए देखें कि हम एक एम्पलीफायर की स्थिरता को कैसे परिभाषित करते हैं हमें यूनिलैटरल मामले में ले जाते हैं इस स्थिति में S12 0 इस तरह से यूनिलैटरल परिभाषित किया जाता है कि सिग्नल केवल एक दिशा में जा रहा है विपरीत दिशा में कोई सिग्नल नहीं जा रहा है इसका मतलब है कि S12 0 और अगर वहाँ कोई नहीं इनपुट साइड पर फीडबैक जा रहा यह विशेष चीज हमेशा स्टेबल रहेगी अर्थात यह बिना किसी कंडीशन के स्टेबल रहेगा और इस विशेष मामले में अब Γin S11 के बराबर होगा आप केवल कर सकते हैं S12 को 0 के बराबर और Γout S22 के बराबर होगा यदि यह यूनिलैटरल मामला हो तो यह हमेशा स्टेबल रहेगा अब बायलेटरल मामले के लिए S12 0 के बराबर नहीं है तो हमें एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी को जांच करना होगा तो एम्पलीफायर की स्टेबिलिटी को जांच करने के लिए हमें दो चीजें करने की आवश्यकता है एक यह है कि हमें यह देखना होगा क की फैक्टर K का मान क्या है तो K को इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस विशेष अभिव्यक्ति को कैसे चलाया जाए तो अभी हम इसे ऐसे ही लेते हैं है एम्पलीफायर के स्टेबल होने के लिए क्या कंडीशन हैं पहली चीज Δ 1 होनी चाहिए यह Δ क्या है यह एस मैट्रिक्सS11 S22 S12 S21 का डिटर्मिननेंट है और जब Δ 1 और K 1 है तो एम्पलीफायर अनकंडीशनली स्टेबल होता है तो क्या होगायदि Δ 1 मैं आपको अधिकतर उपकरणों के लिए बताना चाहता हूं की Δ 1 से अधिक नहीं होगा अधिकांश उपकरणों के लिए Δ सामान्य रूप से 1 से कम है लेकिन हालाँकि यदि Δ 1 उस विशेष स्थिति में K 1 से कम होना चाहिए तो कृपया याद रखें यदि Δ 1 तो K 1 से अधिक होना चाहिए यदि Δ 1 है तो K 1 से कम होना चाहिए एम्पलीफाय को अनकंडीशनली स्टेबल होने के लिए अब आइए अब हम स्टेबिलिटी सर्कल्स की व्युत्पत्ति देखें यह अगली स्लाइड में स्पष्ट हो जाएगा कि मुझे स्टेबिलिटी वाले सर्कल्स से क्या मतलब है तो आइए हम अनकंडीशनल स्टेबिलिटी के लिए स्थिति को देखें Γout 1 से कम या इसके बराबर होना चाहिए आपको वास्तव में स्मिथ चार्ट के बारे में सोचना होगा स्मिथ चार्ट एक सर्कल के बराबर गामा का प्रतिनिधित्व करता है और उस सर्कल के भीतर यह वास्तव में सभी एमपीडांस की रियल वैल्यू इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता हैइसका प्रतिनिधित्व करता है लेकिन क्या होगा अगर एमपीडांस का वास्तविक हिस्सा नकारात्मक है उस विशेष स्थिति में Γout हो जाएगा 1 से अधिक हम यहां केवल एक त्वरित उदाहरण ले सकते हैं अभी कल्पना करें आइए हम Zout 10 का एक उदाहरण लेते हैं तो Γout के लिए अभिव्यक्ति क्या है यह Zout Z0 को Zout Z0 से विभाजित किया गया यदि हम Zout को 10 के रूप में लेते हैं तो Γout 10 50 जो होगा 60 विभाजित किया जाएगा 10 50 जो 40 होगा तो 60 से 40 होगा 15 उस विशेष मामले में Γout का मान 1 है सभी सकारात्मक मूल्य के लिए रियल एमपीडांस Γout हमेशा 1 से कम या उसके बराबर होगा उस विशेष मामले में हम कहते हैं कि यह लोड एमपीडांस के सभी मूल्यों के लिए अनकंडीशनली स्टेबल है तो हम Γout के लिए एक अभिव्यक्ति के साथ शुरू करते हैं तो यह Γout के लिए अभिव्यक्ति है तो हम यह पर लिमिटिंग केस डालते हैं जब यह 1 के बराबर है और अब यहाँ पर Γout के मान को प्रतिस्थापित करते हैं तो यह टर्र्म है अब हमें यहाँ पर इस विशेष टरम को सरल बनाना है तो आइए अब हम अंश संख्या के हिस्से को देखें S22 Δ Γs क्योंकि हमारे पास कंपलेक्स नंबर का मेग्नीट्यूड है जिसको हमें उसके कॉम्प्लेक्स कन्ज्यूगेट के साथ करना पड़ेगा डिनॉमिनेटर यहाँ पर चला जाता है तो जो यहाँ पर है इसलिएअब हमें इन टर्म को गुणा करना है इसलिए S22 को इस टर्म से गुणा किया गया है तो आप देख सकते हैं कि यह कंपलेक्स कन्ज्यूगेट है इसलिए यह टर्म यहां आएगा तो वह वाला कॉम्प्लेक्स कौनजोगेटयहाँ पर आएगायह S22 Δ और Γs को ले जाएगा तो अब हमें इन दोनों को गुणा करना है इसलिए S22 को S22 से करेंगे तो हमें S222 मिलेगा फिर S22 फिर Γs फिर यहाँ से Δ Γs S22स्टार या आप कह सकते हैं S22 और यह इससे गुणा करने पर हो जाएगाΔ 2ΓS2 इसी प्रकार हम दाहिने हाथ पर लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 1 1 S11Γs फिर S11Γs क्योंकि यह अंदर आएगा और फिर मेग्नीट्यूड टर्म होगा दोनों टर्म्स के गुणों के अनुसार तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है हमने Γs टर्म को अलग कर दिया हैं 2 इसी के अनुसार यहां दिया गया है फिर Γs टर्म जिसे आप यहां से देख सकते हैं चीजों को एक साथ रखता है फिर टर्म Γs और फिर जो कुछ भी बचा है तो अब इस विशेष चीज़ को सर्कल के रूप में दर्शाया है तो आइए देखें कि सर्कल का रूप क्या है तो यह पोलर कोऑर्डिनेट में एक सर्कल का समीकरण है आप परिचित हो सकते हैंसर्कल समीकरण से जैसे कि x2 y2 a2 जो रैक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में है या हम कार्टेसियन कॉर्डिनेट कहते हैं यह पोलर कोऑर्डिनेट में समीकरण है इसलिए यहां यह समीकरण क्या है आइए देखते हैं कि Γs स्रोत रिफ्लेक्शन कॉएफिशिएंट है यह स्टेबिलिटी सर्कल का केंद्र है और यह स्टेबिलिटी सर्कल की त्रिज्या है तो इस टर्र्म का विस्तार करें तो यह Γs cs गुणा हो जाए गा अपनी कन्ज्यूगेट वैल्यू से r s एक वास्तविक मूल्य है क्योंकि त्रिज्या को वास्तविक मान होना चाहिए तो जैसा है वैसा ही रहता है अब हम इस विशेष चीज़ को खोलते हैंइसलिए हमारे पास Γs2 हैं बाकी टर्म्स इन टर्म्स को गुणा करने पर प्राप्त होती हैं तोΓscs cs Γs cs2 जो rs2 तो अब पिछले समीकरण को विभाजित करके कि इस विशेष टर्म से हम लिख सकते हैं समीकरण को इस विशेष रूप में अब समीकरण 2 और 3 की तुलना करके देखें कि हमारे पास क्या है तो Γs2 वहाँ ऐसे ही है यह है Γs cs तो यह cs होगा यह है cs Γs तो यह टर्म cs होगा cs को इस विशेष अभिव्यक्ति द्वारा दिया जाता है यहाँ पर rs का मान कैसे ज्ञात करें तो यह एक टर्म है जिसमें Γs शामिल नहीं है इसके अनुरूप यहाँ आप देख सकते हैं कि यह अब cs2 rs2 होगा तो अब हम पहले से ही जानते हैं कि cs लिए अभिव्यक्ति क्या है तोcs के मान को प्रतिस्थापित करते हैं और rs को सरल बनाते हैं स्टेबिलिटी सर्कल के त्रिज्या के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं इसी तरह एक केंद्र और स्टेबिलिटी सर्कल के त्रिज्या का पता कर सकते तो लोड के सर्कल का समीकरण इसी तरीके से होगा Γl Cl 2 rl2 और इस समरूपता का उपयोग करके हम cl और rl की अभिव्यक्ति पा सकते हैं तो हम एक उदाहरण लेते हैं ताकि आप समझ हैं कि इन विभिन्न स्टेबिलिटी सर्कल्स की गणना कैसे करें और इनका प्रतिनिधित्व स्मिथ चार्ट पर कैसे किया जाता है तो यह एक उदाहरण है 800 मेगाहर्ट्ज पर S पैरामीटर ट्रांजिस्टर के दिए गए हैं तो ये S पैरामीटर हैं इसलिए हम यह पता लगाना चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी क्या है और प्लॉट करना चाहते हैं स्टेबिलिटी साइकिल को स्मिथ चार्ट के ऊपर तो एस पैरामीटर्स के दिए गए मानों से हमें जो करने की आवश्यकता है हमें Δ और k के मान को ढूंढने की आवश्यकता है तो इस विशेष अभिव्यक्ति के द्वारा Δ दिया गया है ये सभी S पैरामीटर दिए गए हैं इसलिए हम S पैरामीटर्स के इन मानों को प्रतिस्थापित कर सकते हैं और फिर जटिल गणना करें यह वह मूल्य है जो Δ के लिए प्राप्त किया गया है हम देख सकते हैं कि Δ 1 अब हम K की अभिव्यक्ति में K का मान को ढूंढते हैं कोई कंपलेक्स नंबर नहीं हैसभी ज्ञात करतेहैंपरिमाण हैं इसलिए गणना अपेक्षाकृत सरल है तो हम इन मूल्यों को प्रतिस्थापित करते हैं और पता लगाते हैं कि K 0547 इसका मतलब है कि यह 1 से अधिक नहीं है इसलिए यह विशेष ट्रांजिस्टर अनकंडीशनली स्टेबल नहीं है लेकिन यह कहने के बजाय कि एम्पलीफायर अस्थिर है हम आम तौर पर अलग शब्द का थोड़ा उपयोग करते हैं जैसे की ट्रांजिस्टर कंडीशनली स्टेबल हैं वास्तव में इसका क्या मतलब है कि कुछ मामलों के लिए यह विशेष ट्रांजिस्टर स्टेबल हो सकता है और यदि आप उन कंडीशन को संतुष्ट करते हैं तो इस ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर के रूप में किया जा सकता है लेकिन जब मैं ओसीलेटर के बारे में चर्चा करूँगा तो वही बात मैं कहूँगा की यह विशेष ट्रांजिस्टर अनस्टेबल है इसलिए कृपया यहां गड़बड़ न करें क्योंकि हम इस ट्रांजिस्टर को एक एम्पलीफायर के रूप में डिजाइन कर रहे हैं जिस से हम चाहते हैं कि एम्पलीफायर सटेबल हो इसलिए हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि वे कौन सी कंडीशन हैं जिनके लिए ट्रांजिस्टर स्टेबल है और एक ओसीलेटर डिजाइन के लिए हम वास्तव में देखेंगे कि किस स्थिति के लिए ट्रांजिस्टर अनस्टेबल है और फिर हम अस्थिर क्षेत्र का उपयोग ऑसिलेटर को डिजाइन करने के लिए करेंगे यह स्टेबिलिटी सर्कल के प्लॉट से अधिक स्पष्ट होगा तो cs और rs की अभिव्यक्ति का उपयोग करके हम दिए गए एस पैरामीटर के वैल्यूस से cs और rs के मानों की गणना कर सकते हैं तो यह मान cs है और यह r s का मान है और आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल केअनुरूप है ये cl और r l आप वास्तव में यहाँ देख सकते हैं कि cs अब 179 के बराबर है 179 स्मिथ चार्ट के भीतर नहीं होगा कृपया याद रखें कि स्मिथ चार्ट केवल 1से कम यां 1 या उसके बराबर के ΓL का प्रतिनिधित्व करता है यहां यह Γs का केंद्र और त्रिज्या है जो इनपुट स्टेबिलिटी सर्कल है तो हम इसे कैसे खोजें तो आपको क्या करने की आवश्यकता है आप इस विशेष दूरी को मापते हैं यहां इस विशेष चीज को एक कहते हैं अब हमें 17 की आवश्यकता है तो हम मान लें कि यह विशेष दूरी 10 cm है तोअगर यह 10 cm है तो 179 179 cm के बराबर होगा तो आप इस विशेष रेखा को 1220 एंगल पर खींचते हैं इसलिए यह 1220 होगा तो यह C S केंद्र का पता लगाएगा अब आप देख सकते हैं rS 104 क्योंकि हमने मान लिया है कि यह 10 cm है यह अब 104 cm के बराबर होगा तो 104 की त्रिज्या के साथ आप इस विशेष सर्कल को खींचते हैं कागज पर आपको करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं सर्कल क्योंकि यह स्मिथ चार्ट से बाहर जा रहा है आप वास्तव में क्या कर सकते हैं बस गणना इस संख्या के अंतर की यहां करें तो 179 104 जो 075 है इसलिए फिर से मान लें कि यह 10 cm है 075 75 cm होगा तो इस विशेष पॉइंट को यहां खोजें और फिर लगभग खींचे इस विशेष आरक को तो भले ही आप इसे बना नहीं सकते हैं अब हमें आउटपुट स्टेबिलिटी सर्कल्स को देखने दें हमें केंद्र का पता लगाना होगा तो यहाँ फिर से यह 48 0 के एंगल पर है इसलिए 480 के एंगल पर एक रेखा खींचें फिर 13 045 यदि आप इस विशेष चीज का अंतर देखते हैं कि अंतर लगभग 085 है तो अगर यह एक है ध्यान दें कि 085 क्या होगा यह विशेष बिंदु का पता लगाता है और लगभग इस विशेष आर्क या सर्कल को खींचता है अब यह अनस्टेबल रीजन है Γs के लिए ΓL के लिए तो आपको यहाँ पर इस विशेष क्षेत्र से बचने की आवश्यकता है इसलिए इस क्षेत्र में Γs के मूल्य का चयन न करें इस विशेष क्षेत्र में ΓL के मूल्य का चयन न करें इस विशेष क्षेत्र में यहां पर इसलिए यदि आप इस क्षेत्र में Γs और ΓL के मान को चुनते हैं तो एम्पलीफायर अनस्टेबल हो जाएगा हालांकि हालांकि जब हम ओसीलेटर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें चयन करना होगा इस विशेष क्षेत्र में Γs का और इस विशेष क्षेत्र में ΓL का तो बस ओसीलेटर की अवधारणा को परिचय कराने के लिए हम आम तौर पर ओसीलेटर के लिए क्या करते हैं हम एक पॉइंट चुनते हैं इस विशेष क्षेत्र में जो सबसे अस्थिर क्षेत्र है तो मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है जो आप इसके बारे में सोच सकते हैं तो हमें कहने दे बिंदु a बिंदु b बिंदु c बिंदु d कौन सा abcd में सबसे अस्थिर बिंदु है तो वास्तविक उत्तर d है क्योंकि यह यहां के अस्थिर क्षेत्र के बहुत अंदर है आप वास्तव में कह सकते हैं कि a भी अस्थिर हैbभी अस्थिर है c भी अस्थिर है हम इन बिंदुओं को क्यों नहीं लेते हैं इसका कारण यह है कि बाहरी कारकों के कारण बायसिंग कंडीशन बदल सकती है जिन बाहरी घटकों का आपने उपयोग किया है उनका एक टॉलरेंस वैल्यू हो सकता है और इनमें से कई उपकरणों के पैरामीटर भी जत्था से जत्था बदल सकते हैं और खेप से खेप तो यह हमेशा ओसीलेटर के डिजाइन के लिए बेहतर होता है आप एक बिंदु लेते हैं जो सबसे अस्थिर है यह अधिक स्पष्ट होगा जब मैं ओसीलेटर डिजाइन के बारे में चर्चा करूंगा लेकिन एम्पलीफायर के लिए कृपया इस विशेष क्षेत्र से बचें और जहां तक दूर संभव हो Γs के मान को लें इसी प्रकार ΓL के लिए वह मान ले जो इस विशेष स्थान से दूर हो अब हम कांस्टेंट गेन सर्कल को देखने जा रहे हैं इसलिए पहले यूनिलैटरल मामले से शुरू करेंगे इसलिए यूनिलैटरल मामले के लिए हमने देखा था कि यह Gtu के लिए अभिव्यक्ति है और यह अभिव्यक्ति Gtumax के लिए है आम तौर पर बोलते हुए यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि हमें एक एम्पलीफायर को दिए गए गेनपर डिजाइन करना होगा तो हम कहते हैं इच्छित Gtu गेन के लिए हम क्या करते हैं हम gsऔर gl का मान चुनते हैं हम क्यों अलग से चुनते हैं क्योंकि यह इनपुट साइड को दर्शाता है और आउटपुट साइड को दर्शाता है तो हम इनपुट साइड के साथ साथ आउटपुट साइड के लिए इंपेडेंस मैचिंग नेटवर्क को अलग से डिज़ाइन कर सकते हैं लेकिन इससे पहले कि आप आगे बढ़ें आपको यह पता लगाना होगा कि gsmax और glmaxक्या है और कुल Gtumax क्या है तो उस इच्छित Gtu गेन को Gtumax से कम होना चाहिए मान लीजिए यदिGtumax12 dB है और यदि प्रश्न कहता है कि आपको 13 db गेन के लिए डिज़ाइन करना है तो वह संभव नहीं है तोGtumax के मान की गणना करना महत्वपूर्ण है तो अब वांछित गेन के लिए एक बार जब आप जानते हैं कि अधिकतम गेन वांछित गेन से अधिक है तो gs और gl का मान चुनें तो अगले कदम के लिए आप सामान्यीकृत gs का पता लगाना जो है gns जोकि बराबर होगा gs gsmax द्वारा विभाजित के और इसी तरह gnl gl glmax तो इस अभिव्यक्ति में हमें gsmaxके मान को प्रतिस्थापित करना चाहिए I इसलिए हम वास्तव मेंपता लगा सकते हैं gs के बराबर gns क्योंकि gsmax 1 इस टरम द्वारा यहाँ विभाजित है जो अंश में जाएगा तो अब इस विशेष टरम के बराबर gns जो यहाँ से आ रहा है और यह टरम gsmax टरम से मेल खाता है इस अभिव्यक्ति में केवल Γs अज्ञात है अन्य मान ज्ञात हैं S11 ज्ञात है और gns ज्ञात है इस प्रकार हम इस विशेष समीकरण को Γs के लिए हल करते हैं और यह कांस्टेंट गेन सर्कल तक ले जाएगा तो Γs को इस रूप में Γs cgs2 rgs2 हल करना पिछले समीकरण को हल करके हम cgs और rgs अभिव्यक्ति को समान रूप से प्राप्त करते हैं लोड के लिए हमें cgl और rgl की अभिव्यक्ति मिलती हैं तो ये स्रोत के लिए कांस्टेंट गेन के केंद्र और त्रिज्या के लिए अभिव्यक्ति हैं ये लोड के लिए कांस्टेंट गेन के केंद्र और त्रिज्या के लिए अभिव्यक्ति हैं केवल विशेष मामले को देखें अधिकतम गेन के लिए g ns 1 इसका मतलब हैनॉरमलाइज मान 1 और यदि आपg ns को 1 के बराबर डालते हैं तो हमें देखते हैं कि हमें क्या मिलता है तो cgs यहाँ पर 1 के बराबर होगा और यह टर्म 1 1 है इसलिए यह 0 हो जाएगा इसलिए यह टर्म 0 हो जाता है cgsS11 के बराबर हो जाता है देखते हैं कि rgsक्या होता है जब gs 1 तो यह 1 1हो जाता है तो यह टर्म 0 होगा यह होगा 1 1 यह टर्म 0 है लेकिन डिनॉमिनेटर 1 0 होगा तोयह विशेष चीज 0 के बराबर हो जाती है यह इस तरह का स्पष्ट है कि अधिकतम गेन के लिए हम जानते हैं कि Γs S11 के बराबर होना चाहिए और यह एक अकेला पॉइंट होगा इसलिए अधिकतम गेन के लिए यह अभिव्यक्ति इस सरल रूप में छोटी हो जाती है जहां gns के अन्य मान के लिए हमें गणना करनी होगीcgs और rgsकी उसी तरह से एक लोड साइड के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त कर सकता है तो ये अभिव्यक्ति लोड के लिए कांस्टेंट गेन सर्कल के केंद्र और त्रिज्या के लिए हैं अगले व्याख्यान में हम देखेंगे कि क्या होता है अगर S12 0 के बराबर नहीं है तो S12 0 के बराबर नहीं होने पर किस प्रकार की त्रुटि प्राप्त होती है और फिर हम एक एम्पलीफायर डिज़ाइन का पूरा उदाहरण लेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगली बार देखें अलविदा